पिछले मॉड्यूलमें हमने प्रकाश व्यवस्था की मूल बातें देखीं यह एक सूचकांक है जिसका उपयोग लुमिनेंस में किया जाता है कुछ मापदंडों को हमने देखा इस खंड में हम डिजाइन अवधारणाओं को देखेंगे आप दिन के उजाले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए मुख्य रूप से हम डेलाइट हार्नेसिंग सिस्टम को देखेंगे दो प्रकार के हार्नेसिंग और हार्वेस्टिंग सिस्टम हैं हम विशिष्ट प्रकार और कुछ उत्पादों को देखेंगे जो उपलब्ध हैं तो हम देखेंगे कि दिन के उजाले के लिए विशिष्ट डिजाइन विचार क्या हैं आमतौर पर हम जानते हैं कि दिन का उजाला बहुत प्रभावी होने के साथ साथ प्रकाश के अधिक प्राकृतिक रूप में भी होता है आपको किसी विशेष वस्तु का वास्तविक रंग विकिरण प्राप्त होता है किसी भी वस्तु को प्राकृतिक दिन के उजाले में देखा जाना कृत्रिम प्रकाश के साथ देखने की तुलना में अधिक यथार्थवादी है यदि आप इसे इसके वास्तविक रंग के लिए प्रस्तुत करना है तो यह अधिक व्यापक है उदाहरण के लिए आपके पास ग्लेज़िंग जैसी खिड़कियों के दो स्पष्ट सेट हो सकते हैं एक परिधि के करीब कार्य क्षेत्र के पास और दूसरा एक चीज का शीर्ष भाग है जो इमारत के अंदरूनी हिस्सों या भवन के मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालेगा अन्य सरल विकल्प के बजाय क्षैतिज तत्व होने के बजाय आपके पास ऊर्ध्वाधर तत्व हो सकते हैं जहां आपके पास इमारत के मुख्य क्षेत्रों तक प्रकाश का बेहतर प्रसार है अन्य तरीकों में लाउवर का प्रावधान रोशनदान का प्रावधान स्पष्ट मंजिल उत्तरी प्रकाश व्यवस्था शामिल है उद्योग प्रकाश इसे देखें यह एक प्राकृतिक रूप से प्रज्ज्वलित है साधारण विशिष्ट एलईडी प्रकाश व्यवस्था के अलावा जो केवल एक बैकअप के लिए उपयोग किया जाता है कुछ निश्चित रोशनी हैं जो वहां दिखाई देती हैं लेकिन प्राथमिक प्रकाश की मात्रा जो आपको यहां मिलती है वह दिन का प्रकाश है अच्छी तरह से दोनों सतहों पर प्रकाश है यह सभी संभावित दिन के प्रकाश के इस्तेमाल की तकनीकों का उपयोग करता है जैसा कि कार्य क्षेत्र में समान प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्नेसिंग सिस्टम भी हैं पहले जैसा कि हमने फेनस्ट्रेशन के प्रभावी डिजाइन को देखा इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार के फेनस्टेशन का उपयोग कर रहे हैं किस प्रकार के ग्लास का उपयोग कर रहे हैं किस प्रकार के परावर्तन पुन परावर्तन और प्रसार का उपयोग कर रहे हैं हम किस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं विशेष रूप से हम फेनिट्रेशन डिजाइन में अनुकूल कर रहे हैं पहला फेनस्ट्रेशन का डिज़ाइन है दूसरा डेलाइट हार्नेसिंग सिस्टम का उपयोग है वे कौन सी विशिष्ट चीजें हैं जहां आप दिन के उजाले की मात्रा में सुधार या वृद्धि कर सकते हैं तो आपके पास विशिष्ट हार्नेसिंग सिस्टम हैं जिनके साथ रणनीतियां हैं जिन्हें आप सीधे और साथ ही साथ प्रकाश को फैलाने वाले प्रकाश को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे जो कि भवन में प्रवेश कर रहा है तीसरी चीज है विशिष्ट प्रणाली जैसे हार्वेस्टिंग की प्रणाली जो दूरस्थ भाग तक भी उपयोग की जाती है जैसे कोर एरिया डार्क एरिया और बिल्डिंग का बेसमेंट हम रोशनी का परिवहन कर सकेंगे और एक विशिष्ट मात्रा में रोशनी प्राप्त कर सकेंगे जिसकी आवश्यकता है हम उन प्रणालियों के विवरणों पर एक नज़र डालेंगे जो उपलब्ध हैं आम तौर पर दिन के उजाले दो प्रकार के होते हैं एक छायांकन के साथ है अन्य छायांकन के बिना है एक छायांकन के साथ प्रकाश व्यवस्था के दोहन प्रणाली के साथ है वे मुख्य रूप से विसरित आकाश प्रकाश पर भरोसा करते हैं और प्रत्यक्ष आकाश प्रकाश को अस्वीकार करते हैं जो उपलब्ध है ऐसी प्रणाली भी है जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है जो इसे उन स्थानों में परावर्तन या भेजती है जो आंख की ऊंचाई से ऊपर हैं उदाहरण के लिए यह विशेष प्रणाली प्रकाश को फैलाने और वापस प्रत्यक्ष प्रकाश को परावर्तित करेगा दूसरे प्रकार की प्रणाली प्रकाश शेल्फ की तरह होगी हम आगे के विवरणों को देखेंगे एक परावर्तक हिस्सा है जो प्रत्यक्ष प्रकाश प्राप्त कर रहा है और इसे छत में परावर्तित कर रहा है यह है इसे आपकी आंख को प्रभावित करने की अनुमति नहीं है जहां यह छत में या इमारत के अंदरूनी हिस्सों को परावर्तित कर रहा है ताकि आगे फिर से परावर्तन प्राप्त हो सके और अपने स्थान के मुख्य भाग को प्रकाश में लाएं दूसरा प्रकार डेलाइट सिस्टम है यहां आपके पास छायांकन के बिना लाइट गाइडिंग सिस्टम और डायरेक्ट लाइट गाइडिंग सिस्टम है तीसरा प्रकार प्रकाश प्रकीर्णन या फैलाना प्रणाली है मुख्य रूप से उनका उपयोग शीर्ष ज्योतिर्मय वाले छिद्रों में किया जाता है वे मुख्य रूप से प्रकाश प्रकीर्णन प्रणाली हैं यदि आप इसे खिड़कियों में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे ग्लेर का कारण बनेंगे अधिक मात्रा में विसरित प्रकाश उपलब्ध होगा मुख्य रूप से इनका उपयोग रोशनदानों में या शीर्ष स्पष्ट मंजिला पर किया जाता है और फिर आपके पास प्रकाश परिवहन प्रणाली होती है जिसे हम नजदीक से देखेंगे पर प्रकाश को परिवर्तित करने वाले सिस्टम शेड्स के सरल उदाहरण आपके पास प्रकाश शेल्फ बहुत ही आमतौर पर उपयोग किया जाता है यह सक्रिय हो सकता है यह निष्क्रिय हो सकता है आपके पास उपलब्ध पारंपरिक और वैकल्पिक रूप से उपचारित प्रकाश समतल हैं यह साधारण घटनाओं पर काम करता है आप पूरे ग्लेज़िंग या विंडो क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं पहला भाग सीधे परिधीय क्षेत्रों को पूरा करता है इसे संलग्न भी किया जा सकता है और इसे छायांकन प्रणाली के रूप में उपयोग किया जा सकता है प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से इस विशेष ग्लेज़िंग क्षेत्र को शेड करता है यह आपकी खिड़की के ऊर्जा प्रदर्शन को बेहतर बनाता है फिर आपको एक अतिरिक्त लाभ होता है यदि शीर्ष सतह परावर्तित होती है तो यह प्रत्यक्ष प्रकाश यहां वापस परावर्तित होगा और फिर यह आंतरिक भागों में फिर से दिखाई देगा इसे वैकल्पिक रूप से उदाहरण के लिए दिन के अलग अलग समय सर्दियों के सूरज बनाम गर्मियों के सूरज के रूप में भी कहा जा सकता है सर्दियों का सूरज बहुत कम है गर्मियों का सूरज बहुत अधिक है यह इस से परावर्तित होता है और यहां पूरा होता है इनमें से कुछ चीजें समायोज्य भी हैं यह आवश्यकता के आधार पर ऊपर या नीचे की ओर झुकाव कर सकता है यह एक विशिष्ट मैनुअल या स्वचालित झुकाव सुविधा को भी शामिल कर सकता है तो प्रकाश की मात्रा को समायोजित करने के लिए जो एक विशेष स्थान में आवश्यक है यह एक साधारण सिद्धांत में काम करता है यह भवन में विस्तारित हो सकता है यदि यह आगे बढ़ाता है तो प्रकाश प्रवेश की मात्रा बहुत अधिक होगी यह एक सरल छायांकन उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है आंतरिक परियोजनाएं उपलब्ध नहीं हैं फिर यह केवल विशिष्ट क्षेत्रों में परावर्तित करेगा जो आगे के अंदरूनी हिस्से को बहुत अच्छी तरह से ज्योतिर्मयी नहीं करेगा निश्चित रूप से अन्य संबद्ध चीजें हैं जिनके बारे में मैं एक पल में बात करूंगा गर्मियों में सूरज अधिक है आप सीधे अंदरूनी हिस्सों में रोशनी पहुंचाते हैं कोर में नहीं वे बहुत अधिक ज्योतिर्मयी नहीं होते हैं जबकि सर्दियों में सूरज सीधे गिर रहा है कम सर्दियों के सूरज में आपको प्रत्यक्ष आकाश प्रकाश मिलेगा जबकि गर्मियों में सूरज यह इमारत में परावर्तित होगा उदाहरण के लिए अन्य विचार हैं एक परियोजना में हमने एक अच्छा प्रकाश शेल्फ दिया क्योंकि हमने गणना की थी प्रदर्शन भी अच्छा था अंदरूनी भाग अच्छी तरह से ज्योतिर्मयी गया था लेकिन बारिश गिरने की समस्या थी जो शोर पैदा कर रही थी यह एक साधारण डबल ग्लास था जो यहां प्रदान किया गया था यह एक बारिश का क्षेत्र था एक उच्च वर्षा थी जो एक सतह पर गिर रही है बारिश की बूंदें इंटीरियर में अत्यधिक शोर स्तर बना रही थीं फिर हमें ध्वनि प्रूफिंग का भी ध्यान रखना होगा हमें वाटर प्रूफिंग का ध्यान रखना होगा लाइट शेल्फ़ डिजाइन करते समय इससे जुड़ी अन्य चीजें हैं यह एक पैनल का सरल सम्मिलन नहीं है इससे जुड़े कारण हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए एक साधारण ग्राफ जो कहता है कि इस प्रकाश शेल्फ के बिना प्रकाश का स्तर यहाँ बहुत अधिक होगा दिन का प्रकाश स्तर या प्रकाश का कारक बहुत अधिक होगा अंततः यह नीचे गिर जाएगा यदि आपके पास केवल बाहरी शेल्फ है अगर यह हिस्सा मौजूद नहीं है केवल एक बाहरी छायांकन है तो प्रकाश का स्तर बहुत अधिक होगा यहां अंततः यह नीचे गिर जाएगा अगर आप इसे बाहरी से आंतरिक तक बढ़ा रहे हैं जैसे मैंने वहां कहा था यदि यह भवन तक फैला हुआ है तो यह अत्यधिक रूप से यहां ज्योतिर्मयी नहीं है जबकि अंदरूनी हिस्सों में भी प्रकाश की मात्रा में काफी सुधार हो रहा है परिधि में अत्यधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त करना और इंटीरियर मैं इसे बहुत अंधकारमय बनाना भी सही अभ्यास नहीं है इसलिए आदर्श रूप से भवन के इंटीरियर में फैले इस प्रकार के प्रकाश शेल्फ में कम से कम कमरे के क्षेत्र के दो तिहाई के लिए उचित वितरण होगा जो कि फेनेस्ट्रेशन आकार और सिस्टम की गहराई पर निर्भर करता है लाइट सेल्फ का विशिष्ट उदाहरण यह बारीकी से देख सकते हैं कि वे बिना किसी कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के अंदर प्रक्षेपित हैं आपको वांछित मात्रा में प्रकाश मिलता है जो उपलब्ध है फिर से यह छत पर परावर्तित हो रहा है कार्यस्थल पर वापस आ रहा है कृत्रिम प्रकाश के बिना वे विशिष्ट कार्यालय गतिविधियों को करने में सक्षम हैं दूसरा प्रकार लाउवर और ब्लाइंड सिस्टम का उपयोग है विभिन्न उप प्रभाग हैं फिक्स्ड और ऑपरेशनल लुवर के साथ साथ ब्लाइंड्स भी हैं आपके पास पारदर्शी ब्लाइंड हैं और आप प्रकाश निर्देशन लुवर भी हैं इसे एक घटक के रूप में अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है या उन्हें विंडो तत्वों के लिए रखा जा सकता है इनमें से कुछ मामलों में उन्हें डबल ग्लेज़िंग यूनिट का हिस्सा बनाया गया है उनमें से कुछ को डबल ग्लास यूनिट के अंदर रखा गया है जिसमें उन्हें दो पैन के बीच रखा गया है एयर गैप के अंदर तो वे प्रकाश रिफ्लेक्टर के रूप में कार्य करते हैं कुछ उदाहरण उदाहरण के लिए ये कांच के दो पैन के बीच में परावर्तित लाउवर हैं वे अंदरूनी हिस्सों में प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं और फिर से परावर्तित करते हैं आपके पास मछली प्रणाली भी है वे एक अन्य प्रकार के प्रतिबिंब हैं जहां उस पर गिरने वाली रोशनी बिखरी हुई है और फिर आपको अधिक फैलाने वाले प्रतिबिंब मिल रहे हैं जो विशेष स्थान पर केंद्रित हैं एक अन्य अवधारणा जो उपयोग में है प्रिज्मीय पैनल कहलाती है ये आमतौर पर ऐक्रेलिक पैनल होते हैं जो काटे जाते हैं और इनमें से प्रत्येक प्रिज्म और बैकिंग के रूप में कार्य करता है इसका आकार और इसका कोण और इसका आकार यह पता लगाता है जो यह परावर्तित करता है जो इसमें हो रहा है वे ज्यादातर डबल ग्लास इकाइयों में डाले जाते हैं जैसे हमने पिछले मामले में देखा था ये दो पैन के बीच डाले गए हैं और क्या होता है यह प्रत्यक्ष प्रकाश को परावर्तित करेगा और फैलाएगा जो उस पर गिर रहा है विभिन्न प्रकार हैं दिन के उजाले को फैलाना वे आम तौर पर आकाश के बाहर से प्रकाश को फिर से निर्देशित करने के लिए ऊर्ध्वाधर सतह में उपयोग किए जाते हैं और यह अंदर से होगा कमरा और आमतौर पर छत की सतहों पर प्रत्यक्ष प्रकाश गिर जाएगा ये प्रिज्म परावर्तित करेंगे ये आम तौर पर खिड़की या ग्लेज़िंग सिस्टम के अंदर रखे जाते हैं एक और प्रकार है उनका उपयोग कमरे में प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है यदि आप इसे ऊर्ध्वाधर सतह पर उपयोग करना चाहते हैं तो आमतौर पर इनका उपयोग रोशनदान पर किया जाता है यदि आप इसे ऊर्ध्वाधर सतहों पर उपयोग करना चाहते हैं तो वे ग्लेर पैदा कर सकते हैं इसलिए प्रोफ़ाइल के प्रकार पर बारीकी से काम करना बेहतर है और पैनलों के मौसमी झुकाव को देना भी बेहतर है ताकि किसी भी ग्लेर संबंधी असुविधा से बचा जा सके अन्य प्रकारों में फिक्सिंग सन शेडिंग सिस्टम शामिल हो आमतौर पर वे ग्लेसिंग छत में दिखाई देते हैं वे सूर्य की गति को ट्रैक कर सकते हैं और स्वचालित रूप से आगे बढ़ सकते हैं या उन्हें समायोजित किया जा सकता है या कभी कभी उन्हें डबल ग्लेज़िंग इकाई में एकीकृत किया जाता है एक जंगम सन शेडिंग सिस्टम भी है जहां उन्हें डबल ग्लेज़िंग सिस्टम के सामने या उसके पीछे या कभी कभी उसके अंदर रखा जाता है वे सन शेडिंग डिवाइस के रूप में भी काम करते हैं उभरती चीजों में से एक जिसमें बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं इस प्रकार की प्रणाली है वे बाजार में भी हैं कुछ उत्पाद उपलब्ध हैं ये लेजर कट पैनल हैं वे विशिष्ट सरणियों हैं या भीतर काट दिए गए हैं आप विशिष्ट आयताकार सरणियों या कटौती को जानते हैं यहां मुख्य लाभ यह है कि वे आपको अप्रभावित या कम प्रभावित दृश्य देने में सक्षम हैं आप जानते हैं कि दृश्य को बनाए रखा जा रहा है तो कांच मे से आप आर पार देख सकते है आपको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है लेकिन फिर भी यह बहुत बड़े कोण से परावर्तित या विक्षेपित करने में सक्षम है यह आपको छोटी या बड़ी मात्रा में विनिर्माण का लचीलापन देता है इसके अलावा आपके पास प्रकाश मार्गदर्शक शेड के उपकरण हैं जो विशेष रूप से परावर्तित और फिर से परावर्तित कर सकते हैं इनमें से किसी भी उपकरण के साथ प्राथमिक अवधारणा या तो यह प्रत्यक्ष प्रकाश को काटती है या केवल फैलाने योग्य प्रकाश प्राप्त करती है या प्रकाश को इमारत में फैलती है या सिस्टम हैं जो इमारत की परिधि में सीधे प्रकाश को परावर्तित करेगा वैसे भी अच्छी तरह से ज्योतिर्मयी है मुख्य विचार भवन के मूल या अंदरूनी हिस्सों में इन परावर्तन को पार करना या उनमें से गुजारना है जो आमतौर पर परिधि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अंधेरा क्षेत्र है तो यह एक अन्य प्रकार का प्रकाश मार्गदर्शक शेड है जिसमें त्रिज्या या इसके बीच की वक्रता बनाम इसका झुकाव यह निर्धारित करता है कि यह वास्तव में कहां परावर्तित हो रहा है इसके अलावा आपके पास पैनल ऊर्ध्वाधर साथ ही क्षैतिज विक्षेपण भी हो सकते हैं इससे अधिक अन्य किस्में भी हैं ये कुछ सामान्य चीजें हैं जो क्षेत्र में हैं आइए हम रोशनदान डिजाइन करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों पर एक नज़र डालें यदि आप इन रोशनदानों को अपने भवन में रखना चाहते हैं तो सरल उदाहरण आप इन्हें समान रूप से वितरित कर सकते हैं ताकि आपको अपने स्थान में अधिक समान प्रकाश मिलेगा दूसरा विचार यह है कि आपके पास कुछ निश्चित समायोजन हो सकते हैं इसलिए यदि आप तेज किनारों के बजाय आपके पास यहां पर तिरछा रखते हैं तो वितरण बहुत व्यापक होगा फिर आप उन्हें दीवार के पास रख सकते हैं यदि दीवार की सतह परावर्तक है तो आपको अच्छी मात्रा में परावर्तन मिलेगा या आप कुछ परावर्तक पैनल रख सकते हैं इसलिए वे परावर्तित करते हैं और फिर से परावर्तित करते हैं कुछ उदाहरण उदाहरण के लिए यहाँ ऊपर एक रोशनदान है उन्होंने रिफ्लेक्टर का उपयोग किया है अब प्रकाश यहां गिरता है यह वापस परावर्तित हो रहा है और फिर यह स्थान को रोशन कर रहा है इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि उनके पास कुछ पूरक रोशनी हैं जब दिन का उजाला कम होता है या यह उपलब्ध नहीं होता है तो इन लाइटों को चालू किया जा सकता है यह एक अन्य प्रकार है जहां उन्होंने दिन के प्रकाश को नियोजित करने की कोशिश की है फिर से यहां केवल कुछ कृत्रिम रोशनी चालू हैं फिर भी वे अच्छी मात्रा में दृश्यता के साथ एक नाटकीय इंटीरियर का प्रबंधन करने में सक्षम हैं हम हार्नेसिंग सिस्टम हल्के पाइपों को देख रहे हैं जो एक अन्य उभरती हुई तकनीक भी है ऐसे व्यावसायिक उत्पाद भी हैं जो उपलब्ध हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं और समायोजित कर सकते हैं और इसे अपने भवन मे लगा सकते हैं हल्की पाइप जो आम तौर पर दिन में हल्की डेलाइट हार्वेस्टिंग प्रणाली होती है एक इकाई होती है यह गुंबद या पिरामिडनुमा आकृति हो सकती है या इसके उपलब्ध विभिन्न प्रकार वे आम तौर पर आपकी छत की छत या किसी भी बाहरी सतह पर दिन के उजाले को हार्वेस्ट करेंगे और वे इसे आपके भवन के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचाएंगे तीन घटक हैं पहले एक प्राप्त तत्व है फिर एक संक्रमणकालीन भाग है जो कि एक अच्छी परावर्तक सतह है ताकि प्रकाश में बस परावर्तित हो नुकसान कम हो फिर आपके पास एक अंतिम आंतरिक घटक होगा जो प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करता है इमारतों के बहुत से अंधेरे तहखाने क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश की जहां कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के बजाय आप इसे अपने बगीचों में रख सकते हैं जहां से प्रकाश लाया जाता है और आपके अंदरूनी हिस्सों में डाला जाता है बहुत ऊर्जा की बचत हो सकती है लेकिन यहां एक बड़ी चिंता का विषय है बादल की आवाजाही होने पर आसमानी रोशनी गुल हो जाती है एक अंधेरा आकाश है एक उज्ज्वल आकाश है इसके द्वारा प्रकाश की मात्रा जो अंदर प्राप्त होती है उसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है उस स्थिति में आपको हमेशा एक पूरक प्रकाश की आवश्यकता होगी जब भी दिन के उजाले में कमी या कमी होती है जो यहाँ उपलब्ध है तो इस पूरक प्रकाश में एक सेंसर होगा जो प्रकाश की मात्रा को मापता है जो कि प्रकाश के माध्यम से प्राप्त हो रहा है यदि प्रकाश का स्तर कम है तो इसे सक्रिय किया जाएगा यह प्रकाश राशि का पूरक होगा तो वह आंतरिक अचानक अंधेरा नहीं होता है और आप विशेष रूप से उस मामले में दृष्टि को कम नहीं करते हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक बेसमेंट पार्किंग है जो निश्चित रूप से आपको बैक अप लाइट्स के विशिष्ट सेट की आवश्यकता होती है एक सेंसर और एक एक्चुएटर तंत्र होना चाहिए जो कि प्रकाश के आने की मात्रा को समझेगा यह कृत्रिम प्रकाश को सक्रिय करेगा इसलिए जब भी प्रकाश की कम मात्रा प्राप्त होती है तो यह सक्रिय हो जाएगा और आपके पास कृत्रिम प्रकाश होगा आंतरिक प्रकाश स्तर या लक्स का स्तर बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जैसे वेन्स या डैम्पर्स जो उपलब्ध हैं जब अत्यधिक मात्रा में प्रकाश होता है तो आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं ताकि आपके पास निरंतर प्रकाश की मात्रा रहे कहते हैं कि आपको केवल 300 लक्स चाहिए जब अत्यधिक मात्रा में प्रकाश होता है तो ये डैम्पर्स या वेन्स प्रकाश की मात्रा को झुका सकते हैं और कम कर सकते हैं इसलिए ताकि उन्हें बनाए रखा जा सके कहीं 250 से 350 लक्स के बीच एक सीमा होती है जिसके भीतर इसे बनाए रखा जा सकता है दूसरी तकनीक जो कुछ जगहों पर चलन में है यह बहुत खर्चीली है इसलिए यह आपको बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है लेकिन एक तकनीक के रूप में यह सिद्ध हो चुका है एक एलईडी की तरह लागत है एक बार 8 10 साल पहले एल ई डी कहें जहां बहुत महंगा अब हर घर एलईडी लाइट्स खरीदने की कोशिश करता है यह बहुत सस्ता हो गया है आपको लागत प्रभावी तरीका पता है और साथ ही कीमतों में अभी कमी आई है लाइट इन प्रकाश को उनके माध्यम से परिवहन करती है नुकसान के बिना उनके पास बहुत पतले पतले फाइबर हैं परावर्तन के नुकसान के मामले में लगभग 0 की कमी है प्रकाश उनके माध्यम से प्रेषित होता है तो आपके पास एक रिसीवर या हार्वेस्ट इन तंत्र है आप इसे सूरज के सामने रख सकते हैं यह दिन के उजाले को प्राप्त करेगा यह परावर्तित होगा और इन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से गुजरता है ये आम तौर पर ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिन्हें प्रकाश ट्यूब कहा जाता है ये इसे संचारित करेंगे और फिर फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से यह आपके अंदरूनी हिस्से को ज्योतिर्मयी करेगा सरल तंत्र लेकिन वर्तमान दिन में यह थोड़ा महंगा है तो प्रौद्योगिकी अंततः आगे बढ़ रही है लेकिन जैसे कि यह एक बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग प्रणाली है जो तकनीकी रूप से सिद्ध है यह आसानी से अन्य प्रकाश नियंत्रण और सक्रिय उपकरणों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है तो पूरक कृत्रिम रोशनी इसके साथ मिलकर काम कर सकती है इसलिए एक समान इनडोर प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब हमने सेंसिंग और एक्टुवेटिंग के बारे में बात की तो किसी भी प्रकार के डेलाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे कि लाइट ट्यूब या लाइट पाइप को बैक अप कृत्रिम प्रकाश नियंत्रण की आवश्यकता होगी तो इसमें दो प्रकार होते हैं आमतौर पर एक सेंसर होता है जो प्रकाश की मात्रा को मापता है जो उस पर गिर रहा है लक्स का स्तर मापा जाता है फिर यह एक्ट्यूएटर को सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है जो कृत्रिम प्रकाश को नियंत्रित करेगा यहां दो प्रकार हैं एक ओपन लूप है और दूसरा क्लोज लूप है ओपन लूप सिस्टम केवल प्राकृतिक प्रकाश को मापता है और फिर यह विद्युत प्रकाश योगदान पर विचार नहीं करता है क्लोज लूप सिस्टम में यह प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के संयुक्त योगदान को माप रहा है प्रकाश नियंत्रण प्रणाली के दो अलग अलग प्रकार हैं एक स्विच बेस या स्विचिंग डेलाइट कंट्रोल सिस्टम है अन्य एक डेमिंग डेलाइट कंट्रोल सिस्टम है स्विचिंग एक सरल द्विआधारी तर्क है यह 0 या 1 है इसलिए आपके पास 300 लक्स की एक सीमा है जो एक क्लास रूम या ऑफिस स्पेस के अंदर आवश्यक है आप इस सीमा को एक स्विचिंग कंट्रोल पर सेट करते हैं एक छोटा बफर होगा जो दिया गया है यह 20 या 25 लक्स हो सकता है इसलिए यदि आप कहते हैं कि 20 लक्स जब प्रकाश का स्तर 300 के बजाय 280 से नीचे आता है तो 280 तक बफर होगा एक बार जब यह 280 से नीचे होता है तो कृत्रिम रोशनी चालू की जाएगी जहां डंपिंग कंट्रोल में प्रावधान है हमारे पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था जैसे सीएफएल रोशनी के साथ शुरू में प्रकाश के स्तर को बढ़ाने या कम करने के लिए खराब होने की समस्या थी और प्रकाश जुड़नार बहुत आसानी से खराब हो रहे थे एलईडी लाइट्स के साथ डिमिंग कंट्रोल अधिक सहज हो जाता है क्योंकि इन एलईडी सिस्टम का जीवन बहुत लंबा होता है वे डिमिंग नियंत्रण के साथ बहुत आसानी से काम करते हैं 3 चीजें जुड़ी हुई हैं जिन्हें हमें समझना होगा कि पहला डैड बैंड है यह अनिवार्य रूप से एक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके आगे या नीचे जो क्रियाशीलता होती है फिर देरी का समय है उदाहरण के लिए एक बादल का मार्ग है अचानक आकाश एक क्षण के लिए अंधेरा हो जाता है और फिर यह आपको पता है कि यह मूल में वापस लौट रहा है हम वास्तव में 8000 से 10000 लक्स मे हैं अचानक एक काला बादल होता है जो गुजर रहा होता है इसलिए आपके पास बहुत कम मात्रा में उदाहरण होता है जिसके भीतर प्रकाश का स्तर गिर जाता है और फिर यह अंदर आ जाता है इसलिए आप डेट बैंड के साथ काम करते हैं और विलंब का समय लेते हैं ताकि सेंसर और एक्ट्यूएटर्स बहुत लगातार चालू नहीं होते हैं और आंतरिक रोशनी को खोलते या बंद करते हैं फिर उदाहरण के लिए एक फेड समय है प्रकाश के लिए कितना समय लगता है यह एक वक्र है रोशनी को फेड होने में कितना समय लगता है यह डिमिंग है तो इसे उज्ज्वल करना होगा तो इसमें कितना समय लगता है क्या यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त है उदाहरण के लिए यदि आप एक बहुत ही परिष्कृत चीज पर काम कर रहे हैं तो आपके पास के एक अंश के लिए भी प्रकाश स्तर की आवश्यक मात्रा को खोने का प्रावधान नहीं है तो फेड समय बहुत कम होना चाहिए जो आपको पूरक करने के लिए तुरंत चालू होना चाहिए या अगर यह एक सामान्य कार्यालय घर आदि की तरह है तो फेड समय थोड़ा लंबा हो सकता है ये सभी 3 चीजें आपकी समग्र प्रकाश व्यवस्था की दक्षता या ऊर्जा की खपत को प्रभावित करेंगी तो दो घटक हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है एक है दिन के उजाले की हारवेस्टिंग को प्रभावी बनाना और दूसरा नियंत्रण प्रणाली का उपयोग है जो महत्वपूर्ण भी है वास्तविक कृत्रिम प्रकाश आपके पूरे की दक्षता या ऊर्जा के प्रदर्शन को भी निर्धारित करेगा प्रणाली जो आपकी दिन की दक्षता और कृत्रिम प्रकाश ऊर्जा में कमी को निर्धारित करती है इसलिए इस सत्र में हमने दो मुख्य बातों पर ध्यान दिया एक है जिसे हम दिन के प्रकाश डिजाइन के बारे में बात करते हैं हमने दिन के प्रकाश कारक के साथ जारी रखा जिसे हमने पिछले मॉड्यूलमें रोक दिया हमने दिन के उजाले प्रणाली के बारे में बात की हमने दिन के उजाले में चीजों को देखा जैसे कि लाइट पाइप और लाइट ट्यूब फिर हमने स्काईलाइट्स के लिए कुछ निश्चित डिजाइन के विचारों पर भी ध्यान दिया इसके अलावा जो नियंत्रण उपलब्ध हैं इसके साथ आप पूरे कार्यक्रम को बंद कर रहे हैं अब तक हम थर्मल ध्वनिक और साथ ही इमारत विज्ञान के प्रकाश पर ध्यान दिया है तो अब मैं आपको अपनी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद